नमस्ते और mechanobiology का परिचय की आज की व्याख्यान में आपका स्वागत हैं पिछले व्याख्यान में हम इस बारे में चर्चा करने लगे कि शारीरिक कारक स्टेम सेल भाग्य को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं इस संबंध में हमने एक पेपर पर चर्चा की जिसमें मानव मेसेनकाइमल स्टेम सेल को 2 घनत्वों पर चढ़ाया गया था कम घनत्व और उच्च घनत्व और लेखकों ने पाया कि कम घनत्व पर कोशिकाएं एडिपोजेनिक वंश में डिफरेंशियट करती हैं और उच्च सीडिंग घनत्व पर वे इसे ऑस्टियोजेनिक वंश में डिफरेंशियट करती हैं बेशक आपके पास घुलनशील कारक है जिसे अंतिम डिफरेंटशिएशन स्थिति में जोड़ा गया हैं तो यह समझने के लिए कि यह घनत्व निर्भर प्रभाव क्यों देखा गया है लेखकों ने अनुमान लगाया कि अप्रत्यक्ष रूप से घनत्व या सीडिंग सेल घनत्व सेल आकार को विनियमित कर रहा है लेखकों ने उसका परीक्षण करने के लिए जो किया वे या तो छोटे या बड़े पैटर्न लिया और जब आप कोशिकाओं को सीड करते हैं तो आपके पास अच्छी तरह से विकसित फोकल आसंजन और तनाव तंतुओं के साथ एक सेल होगा और उन्होंने जो पाया वह इस परिकल्पना के अनुरूप था कि जब द्वीप का आकार छोटा था तो आपके पास एडिपोजेनिक डिफरेंटशिएशन था और इसके ऊपर ऑस्टियोजेनिक डिफरेंटशिएशन तो बड़े द्वीपों पर अगर कोशिकाओं को Y27632 के साथ मिलाया गया जो एक Rho kinase अवरोधक है उन्होंने एडिपोजेनिक डिफरेंटशिएशन में वृद्धि पाया एक साथ इन अध्ययनों का यह सुझाव है की आपके पास कोशिकाएं हैं और अगर मैं MSC को लेता हूं आपके पास इस डिफरेंटशिएशन के 2 नियामक हैं जिसमें एक कोशिका आकार है और अप्रत्यक्ष रूप से आपका कोशिका घनत्व सेल आकार को विनियमित कर रहा है और आपके पास एक घुलनशील कारक भी है और आंतरिक रूप से है एक्टोमीओस सिकुड़न को उत्तेजित करते है यदि आप इस तनाव को रोकते हैं तो आपको एडिपोजेनिक डिफरेंटशिएशन मिलेगा जबकि यदि तनाव को बढ़ावा दिया जाता है तो यह ओस्टोजेनिक डिफरेंटशिएशन की ओर जाता है इस अध्ययन से पता चलता है कि स्टेम सेल के डिफरेंटशिएशन भाग्य को विनियमित करने के लिए आपके पास एक भौतिक कारक कैसे हो सकता है अब इस अध्ययन में लेखक वास्तव में विभिन्न आकृतियों और आकारों के द्वीपों का उपयोग कर रहे हैं आपके पास एक गोलाकार द्वीप था या आपके पास आयताकार द्वीप हैं इस बात की संभावना है कि यह अंतर जो लेखकों ने देखा है वह इस आकार के कारण है कि आप यहाँ कैसे क्षेत्र और आकार दोनों भिन्न होंगे आप समान सेल क्षेत्र के आकार पर MSC भाग्य के बारे में कैसे अनुमान लगाएंगे इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि अलग अलग समूह क्या करते हैं फिर से PNAS पेपर है लेखकों ने जो किया वह था कि आपके पास अलग अलग आयताकार पैटर्न है और आप पहलू अनुपात को बदलते रहते हैं आपका पहलू अनुपात बदल रहा है लेकिन आकार या क्षेत्र अपरिवर्तित है इसी तरह यह ज्यामिति स्टूटर्स का एक सेट था जिसे लेखकों ने चुना ज्यामिटिरीस के एक और सेट में उन्होंने एक पेंटागन लिया और फिर उन्होंने इसमें से 2 अलग अलग ज्यामिटिरीस उत्पन्न की जिसमें एक में उन्होंने इंटीरियर को गोल किया और एक स्टार के आकार को बनाया तो उन्होंने एक फूल बनाया यह एक पेंटागन है और यह एक तारा है तो इन दोनों मामलों में आपके पास अलग अलग आकार हैं लेकिन समान क्षेत्र हैं लेखकों ने जो देखा वह फिर से था अगर मैं इसे दोनों मामलों में निचले पहलू अनुपात पर आयतों पर पहलू अनुपात के एक फ़ंक्शन के रूप में प्लॉट करता हूं तो आपके पास एक मिश्रित भाग्य था तो यह एडिपोजेनिक डिफरेंटशिएशन है और यह ओस्टोजेनिक डिफरेंटशिएशन है लेखकों ने देखा कि पहलू के अनुपात में वृद्धि के साथ अधिक पहलू था कोशिकाओं को एक ओस्टोजेनिक वंश में डिफरेंटशिएट करने के लिए दिया गया था और यहां भी यही सच था कि आपके पास फ्लॉवर पेंटागन और स्टार है लेखकों ने ओस्टियोजेनिक डिफरेंटशिएशन और एडिपोजेनिक डिफरेंटशिएशन के कार्यकाल में एक समान प्रवृत्ति देखी इससे यह पता चलता है कि कुछ बदल रहा है जिसके कारण आप अंततः भाग्य में एक कठोर बदलाव कर सकते हैं अब कृपया ध्यान दें कि यह एक मिश्रित भाग्य है ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 प्रतिशत आदिपोजेनिक 100 प्रतिशत ओस्टोजेनिक डिफरेंटशिएशन है इसलिए इस आधार पर जांच करने के लिए लेखकों ने चुना है ये 3 आकार चुना है फूल पेंटागन और स्टार और फ्लावर और स्टार के बीच में तुलना साइटोसकेलेटल संगठन और फोकल आसंजन संगठन के संदर्भ में क्या बदल गई है यह किया उन्होंने जो पाया वह फूलों के पैटर्न पर था फूलों के पैटर्न पर अगर मुझे गर्मी का नक्शा निकालना था तो उन्होंने पाया वह लाल था जो फूलों पर एक्टिन संकेत को दर्शाता है जो आपने इन किनारों पर एक्टिन संकेत बढ़ाया था लेकिन स्टार के आकार के लिए यह एक्टिन संकेत है और फोकल आसंजन परिधि की ओर थे तो यह वह संकेत था जो उन्होंने देखा था तो फूल ज्यामिति पर फूलों पर उन्होंने यह देखा तो हरा विनक्यूलिन vinculin या फोकल आसंजन हैं और लाल actin है स्टार के आकार के द्वीप पर उन्होंने पाया कि वह फोकल आसंजन संकेत था उन्होंने स्टार आकार इस तरह से उत्पन्न किया जैसे आपके पास थोड़ी वक्रता हो उन्होंने पाया कि तारों के लिए फोकल आसंजन संकेत बहुत अधिक प्रमुख था और तदनुसार तनाव फाइबर संकेत भी अधिक शक्तिशाली था आप जो देख रहे हैं वह है साइटोसस्केलेटल और फोकल आसंजन संगठन के साथ डिफरेंटशिएशन स्टार पर जहाँ अधिक मात्रा में तनाव तंतु थे इसने एक ओस्टोजेनिक डिफरेंटशिएशन को प्रेरित किया जबकि फूल पर आपको एडिपोजेनिक डिफरेंटशिएशन की बढ़ी हुई पूर्ववर्तीता और इस विचार के अनुरूप है कि तनाव में वृद्धि ओस्टोजेनिक डिफरेंटशिएशन को बढ़ावा देता है जिससे आपको तनाव कम या तनाव के रेशों का कम संचय होता है फूल के आकार के पैटर्न के मामले में और स्टार के आकार के पैटर्न के मामले में अधिक तनाव वाले फाइबर और बड़े फोकल आसंजन यह एक बार फिर इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि कोशिका आकार स्टेम सेल भाग्य का एक प्रमुख निर्धारक है यदि आप अन्य भौतिक संकेतों के बारे में सोचते हैं तो इसके लिए आसंजन में इस तरह के सेल आकार उदाहरण के लिए स्टार या फूल आप इन आकृतियों को इंजीनियर कर सकते हैं लेकिन ये आकार स्वाभाविक रूप से in vivo संदर्भ में बाहर नहीं होते हैं कारकों में से एक क्या प्रासंगिक कारकों को देखने में है जो स्टेम सेल भाग्य को प्रभावित करता है और इस तरह के एक कारक ऊतक की कठोरता है तो आप डिफ़ॉल्ट रूप से जानते हैं कि रक्त द्रव जैसा है मस्तिष्क नरम है लेकिन यह रक्त की तुलना में कठोर है क्योंकि रक्त एक तरल पदार्थ की तरह है स्नायु ऊतक मस्तिष्क की तुलना में सख्त है और निश्चित रूप से सबसे कठोर हड्डी है यदि मैं एक कठोरता पैमाने को आगे या कठोरता के पैमाने पर आकर्षित करना चाहूँ तो आपके पास मस्तिष्क की मांसपेशी और हड्डी होती है जिसमें अलग अलग यांत्रिक गुण होते हैं ब्रेन सॉफ्ट होता है मेरा मतलब है ऑर्डर 1 किलो पास्कल order 1 Kilo Pascal मांसपेशी मध्यवर्ती कठोरता क्रम 12 kPa है और हड्डी बल्कि Collagenous हड्डी कठोर क्रम 100 kPa है तो आप देखते हैं कि in vivoमें बढ़ती कठोरता में परिमाण की प्राकृतिक वृद्धि क्रम है तो इन सभी ऊतकों में मौजूद वयस्क स्टेम सेल क्या यह संभव है कि ये स्टेम सेल कठोरता की इस गुन से प्रभावित हैं बहुत पहले अध्ययनों में से एक जो इस सवाल को समझने की कोशिश की गई थी वह यू ली वांग ने किया था उसने जो किया उसने २ सब्सट्रेट बनाया था उन्होंने 2 सबस्ट्रेट्स का इस्तेमाल किया एक था नरम और एक कड़ा और इन पर उन्होंने फाइब्रोब्लास्ट्स के साथ साथ एपिथेलियल कोशिकाएं को प्लेट किया और उन्होंने पूछा कि इन सबस्ट्रेट्स पर तेजी लाने वाली कोशिकाओं की निर्भरता क्या है और उन्होंने पाया कि नरम वातावरण पर वही कोशिकाएं बहुत छोटे या अधिक गोल आकार और छोटे सेल क्षेत्रों का प्रदर्शन करते हैं और कड़े मैट्रिक्स पर समान कोशिकाएं अधिक लम्बी प्रदर्शित क्यों करती हैं तो यह अधिक गोल फेनोटाइप है कठोर सतहों पर अधिक लम्बी फेनोटाइप है फैलने वाली कोशिकाओं में कठोरता ड्राइव में वृद्धि होती है और स्टिफ़र सतहों पर फैलने वाली कोशिका में यह वृद्धि फोकल आसंजन आकार और FA सिग्नलिंग आसंजन सिग्नलिंग में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है तो उन्होंने यह निरीक्षण किया की स्टिफर वातावरण पर आपको FAK या paxillin के फॉस्फोराइलेशन था इन इंटीग्रिन सिग्नलिंग अणुओं स्टिफर मैट्रिस पर अधिक फॉस्फोराइलेटेड थे तो वे अभिव्यक्ति ऊपर stiffer matrices पर विनियमित किया गया था यह पहले अध्ययनों में से एक था यह 1997 में एक PNAS पेपर में था इसलिए यह सेल के प्रसार में कठोरता के प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले पहले अध्ययनों में से एक था इसलिए बाद में बहुत सारे अध्ययन हुए हैं लेकिन यह सवाल स्वतः उठता है कि अगर वे ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं तो अन्य सेल प्रकारों का क्या होगा और फैलाना आप जानते हैं 5 6 घंटे की सेल का प्रसार होता है लंबे समय की घटनाओं मे क्या होगा मांसपेशियों की कोशिका भेदभाव पर काम कर रहे एक बाद के अध्ययनउन्होंने विशेष रूप से कंकाल मांसपेशी कोशिकाओं जैसे C2 C12 कोशिकाओं को डिफरेंटशिएट करने के लिए मांसपेशियों की कोशिकाओं के लिए पूछा आपके पास अलग अलग कोशिकाएं हैं जो एक साथ आती हैं और फिर वे अंततः एक बहुनीय कोशिकाओं के रूप में फ्यूज होते हैं यहाँ नीले रंग के अनुसार ये नाभिकीय हैं और फिर इन बहुसंस्कृत संरचनाओं को खोजने के बाद ये लोग मायोट्यूब बनाने में डिफरेंटशिएट होते हैं जहाँ आप बंधी हुई संरचना को भी स्ट्राइएशन के रूप में संदर्भित कर सकते हैं तो यह डॉक्टर डेनिस डिस्चर के समूह में किया गया था अध्ययन में यह प्रदर्शित किया गया था की अगर आप अलग अलग सबस्ट्रेट्स को नरम से सख्त और भी सख्त तक लेखक ने जैल पर इन द्वीपों को पैटर्न दिया तो ये ईसीएम लेपित द्वीप हैं जो कि पॉलीएक्रिलामाइड जैल के शीर्ष पर मुहर हैं लेखकों ने जो देखा वह कठोरता के कार्य के रूप में और एक फंक्शन के रूप में Y अक्ष पे स्ट्राइएशन थे जो उन्होंने देखा था वह कठोरता के एक कार्य के रूप में था जिसे आप शुरुआती समय बिंदुओं पर देखते हैं और ये कोशिकाएं जैल पर 2 सप्ताह के समय बिंदु पर एक चोटी का प्रदर्शन करती थीं जो लगभग 12 किलो पास्केल कठोरता थीं और जैसे जैसे समय बीता डिफरेंटशिएशन प्रोफ़ाइल और भी प्रमुख हो गया लेकिन शिखर की स्थिति अपरिवर्तित रही यह क्षेत्र जिस पर कोशिकाओं को बेहतर ढंग से 12 kPa जैल पर डिफरेंटशिएट किया गया तो स्पष्ट प्रश्न यह था कि कोशिकाएं इन मैट्रिसेस पर अधिक से अधिक स्ट्राइएशन या अधिकतम पुनर्गठन क्यों प्रदर्शित कर रही हैं लेखकों ने मांसपेशियों के ऊतकों को एक्साइस या निकाला और उनकी कठोरता को मापा और लेखकों ने जो पाया वह मांसपेशियों के ऊतकों की कठोरता बिल्कुल उस क्षेत्र में था जिसमें इन जैल पर अधिकतम मात्रा में स्ट्राइएशन देखा गया था यह सुझाव देते हुए कि मांसपेशियों की कोशिकाएं मांसपेशियों के वातावरण में अलग अलग रूप से डिफरेंटशिएट होती हैं इस अध्ययन ने सुझाव दिया कि मांसपेशियों की कोशिकाएं वातावरण की तरह मांसपेशियों पर अलग अलग रूप से डिफरेंटशिएट करती हैं उन्होंने प्रयोगों का एक सेट और भी किया जिसमें इन पैटर्नों पर हमारे पास कोशिकाओं की एक निचली परत होती है जिसमें आपके पास मायोट्यूब की एक निचली परत होती है और शीर्ष परत पर आप एक और सेल परत डालते हैं जिसमें आपके ऊपर एक परत होती है तो नीचे की परत मायोट्यूब्स है शीर्ष परतों पर यह पहली परत मायोट्यूब परत एक है और आप जो करते हैं उसके बाद आप नीचे की परत प्राप्त करते हैं ये प्रयोग कांच पर किए गए थे और यह एक ग्लास सब्सट्रेट है जहां आपके पास फिर से पैटर्न हैं ताकि आप अच्छी तरह से परिभाषित मायोट्यूब प्राप्त कर सकें इसलिए लेखकों ने जो पहली बार जो देखा कि वह ग्लास सब्सट्रेट्स पर C2C12 कोशिकाओं कभी डिफरेंटशिएट नहीं हुए लेकिन जब आपने कोशिकाओं की दूसरी परत खेली तो उन्होंने पाया कि आपके पास इन मुख्य स्ट्राइएशन striations का गठन था जब मांसपेशियों की कोशिकाओं की निचली परत में इस पर प्लेट किया गया था तो ये मेरी मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं एक तरह से यह सुझाव दिया गया कि मांसपेशियों की कोशिकाओं की दूसरी परत पर्यावरण की तरह एक मांसपेशी देख रही है जिस पर वे डिफरेंटशिएट होते है हालाँकि जब प्रयोग को नीचे की तरफ फिबरोबलास्ट की एक परत के साथ दोहराया गया था इसलिए दूसरी परत बाहर नहीं निकली और कोई भी स्ट्राइएशन नहीं हुई फाइब्रोब्लास्ट को कठोरता 2 5 किलो पास्कल जाना जाता है जबकि मांसपेशियों की कोशिकाएं में यह कठोरता 10 15 केपीए का क्रम है यह एक बार फिर से इस विचार को पुष्ट करता है कि मांसपेशियों की कोशिकाएँ मांसपेशियों पर्यावरण पर रखे जाने पर बेहतर ढंग से डिफरेंटशिएट करती हैं ये दोनों अध्ययन इन घटनाओं की पुष्टि करते हैं कि ये मांसपेशी कोशिकाएं मांसपेशियों की कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं और कार्यशील मांसपेशी कोशिकाएं बन जाती हैं जब उन्हें पर्यावरण की तरह मांसपेशियों में रखा जाता है तो बाद में इन शब्दों के आधार पर हेलेन ब्लाउ Helan Blauद्वारा किए गए प्रयोग थे उसने जो किया था वह कंकाल की मांसपेशियों की कोशिकाओं को एक बार फिर से ले लिया और उन्हें पीए जैल पर वातानुकूलित किया जो मांसपेशियों की ऊतक कठोरता की नकल करते हैं और उन्होंने दिखाया कि ये कोशिकाएं जब in vivo में प्रत्यारोपित होती हैं तो बेहतर engraftment प्रदर्शित करती हैं इन सभी अध्ययनों से पता चलता है कि कोशिकाओं में एक निश्चित प्रकार के वातावरण के लिए प्राथमिकता होती है यह सवाल उठाता है कि स्टेम सेल के बारे में क्या ये स्टेम सेल कैसे व्यवहार करेंगे जब विभिन्न लोच के मैट्रिसपर रखा जाता है तो डेनिस डिस्चर्स के समूह ने पीए जैल का उपयोग करके यह अध्ययन किया और उन्होंने पूछा कि मानव मेसेनचाइमल स्टेम सेल भाग्य पर कठोरता का क्या प्रभाव है यह वह प्रश्न है जो उन्होंने पूछा था यह लैंडमार्क पेपर है जिसे सेल 2006 में प्रकाशित किया गया है और यह आपके रीडिंग असाइनमेंट का हिस्सा होगा इसके साथ मैं यहां रोकूंगा और अगली कक्षा में इस पेपर के साथ शुरू करूंगा ध्यान देने के लिए धन्यवाद